हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक पर चर्चा करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जिसे संक्षेप में SDN कहा जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें IoT को कुशल बनाने के लिए इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के उपयोग की बहुत अधिक संभावना है इसलिए हम पहले SDN की मूल बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या है और कुछ मूल अवधारणाएँ जो SDN के चारों ओर हैं और उसके बाद एक अन्य व्याख्यान में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि IoT के संदर्भ में SDN का उपयोग IoT को कुशल बनाने में कैसे किया जा सकता है इसलिए जब हम SDN के बारे में बात करते हैं तो यह मौजूदा नेटवर्क बुनियादी ढांचे को बदलने या पुनर्गठन करने के बारे में है और यह एक कुशल तरीके से किया जा सकता है इसलिए यह कैसे किया जा सकता है इस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए यदि हम वर्तमान दिन के नेटवर्क को देखें तो ऐसा ही होता है इसलिए हमारे पास अलग अलग उपयोगकर्ता हैं जो नेटवर्क से जुड़े हैं और नेटवर्क सेवाओं का आनंद ले रहे हैं और यह कोई भी नेटवर्क हो सकता है जिसे आप जानते हैं कि हम एक सामान्य नेटवर्क में वायर्ड नेटवर्क में SDN के बारे में बात कर रहे हैं एक बहुत ही सरलीकृत वायर्ड नेटवर्क अब हम कहते हैं कि नेटवर्क की टोपोलॉजी कुछ इस तरह है तो यह नेटवर्क की टोपोलॉजी है तो हमारे पास अलग अलग एल 3 स्विच इस तरह हैं और शायद डेटा को उपयोगकर्ता 1 से उपयोगकर्ता 2 को और बापस भेजा जाना है इसलिए डेटा को आपके द्वारा अलग अलग तरीकों से भेजा जा सकता है तो ये मार्ग हैं जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता से डेटा ट्रैवर्स कर सकता है डेटा उपयोगकर्ता 2 तक संभव मार्गों में से एक पर ट्रैवर्स कर सकता है एक अन्य संभावित मार्ग इस तरह हो सकता है और एक अन्य संभावना इस तरह है और डेटा को उपयोगकर्ता 1 से उपयोगकर्ता 2 में भेजे जाने के लिए कुछ अन्य संभावनाएं भी हैं तो हमारे पास कई अलग अलग मार्ग हैं और डेटा या पैकेट मूल रूप से कई स्विच L3 स्विच के माध्यम से आता है और यह इस तरह दिखता है इसलिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं इस विशेष व्याख्यान और इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा इसका मतलब है SDN और SDN IoT पर व्याख्यान मैं स्विच और राउटर शब्दों का परस्पर उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए जब मैं स्विच के बारे में बताता हूं और मूल रूप से L3 या लेयर 3 स्विच के बारे में बात करता हूं तो L3 स्विच और राउटर इन शब्दों को SDN व्याख्यान में परस्पर उपयोग करने जा रहे हैं तो चलिए बस आपको पता है तो आइए एक बार फिर से स्लाइड देखें तो हमारे पास इस तरह का एक परिदृश्य है और तो फिर हम प्रोटोकॉल को स्विच या रूट करने के लिए कहें जिसका उपयोग OSPF प्रोटोकॉल में किया जाता है इसलिए जो आवश्यक है वह है हर स्विच यहाँ पर हर स्विच में जा रहा है यह OSPF को लागू करने जा रहा है तो यह OSPF को कार्यान्वित करता है और इसलिए जब डेटा भेजा जाता है तो आपको पता होता है कि OSPF PF प्रोटोकॉल पैकेट में जा रहा है OSPF प्रोटोकॉल पैकेट को रूट करने के लिए जा रहा है जो इन स्विचों के आधार पर उस रूटपर निर्भर करता है जिसे OSPF प्रोटोकॉल ने सबसे अच्छा चुना है इसलिए अनिवार्य रूप से क्या होता है हर स्विच मूल रूप से जानता है कि यह रूटिंग टेबल के आधार पर पैकेट को कैसे भेजना है जो उसके पास है इसलिए यह नेटवर्क का वैश्विक दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि अब हम यह कहते हैं कि किसी विशेष स्विच को जो इस विशेष आकृति में दिखाया गया है यह हमें यह कहता है कि यह एक कारण या किसी अन्य के लिए डाउन हो जाता है क्योंकि यह अटैक किया गया है तो हम कहते हैं कि यह अटैक किया गया है और स्विच डाउन है तो परंपरागत रूप से जो होना है वह एक नया मार्ग है या वैकल्पिक मार्ग के द्वारा पैकेट को स्रोत से गंतव्य नोड पर भेजा जाना है और क्योंकि कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं है तो आप जानते हैं कि यह एक मुश्किल काम है तो वर्तमान में जो कुछ होता है वह तकनीक राउटिंग तकनीक ऐसी है कि नेटवर्क पर कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं है इसलिए यदि एक स्विच डाउन हो जाता है तो दूसरा स्विच हो सकता है प्रभावित हो जाए और कोई केंद्रीकृत तरीका नहीं है जिससे हम इस विशेष समस्या का समाधान कर सकें इसलिए आपके द्वारा पढ़े जाने के अलग अलग तरीके हैं आपको पता है कि प्रोटोकॉल के आधार पर खोजे गए मार्ग हैं आप जानते हैं कि वैकल्पिक मार्ग क्या हैं और इसी तरह लेकिन कोई केंद्रीकृत समाधान नहीं है कोई केंद्रीकृत इकाई नहीं है जो इसकी देखभाल कर सके तो ये मौजूदा नेटवर्क की सीमाएँ हैं और यदि हम इस नेटवर्क को देखें तो आपको पता चलेगा इसलिए हम यहां जो देख रहे हैं वह बहुत ही सरल नेटवर्क का एक स्नैपशॉट है जिसमें विभिन्न स्विच शामिल हैं और इनमें से प्रत्येक स्विच वे इन विभिन्न परतों को चलाते हैं हमारे पास एक हार्डवेयर है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे पास एप्लिकेशन हैं जो शीर्ष पर चल रहे हैं तो इन स्विचोंमें से प्रत्येक पर चलने वाले स्टैक का अनिवार्य रूप से एक बहुत स्केलेटल व्यू हार्डवेयर ओएस और ऐप है और यह मूल रूप से इन सभी स्विचों पर लागू होता है जो नेटवर्क में हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक स्विच इन 3 अलग अलग परतों को चला रहा है अब ये स्विच वे वितरित तरीके से यातायात को आगे बढ़ाते हैं और उनके पास नेटवर्क का वैश्विक दृष्टिकोण नहीं है यही वह है जो मैं पिछली स्लाइड में भी बता रहा था इसलिए इनमें से प्रत्येक स्विच में वे वैश्विक दृष्टिकोण नहीं होते हैं जो वे ट्रैफ़िक को रूट करते हैं वे वितरित फैशन में ट्रैफ़िक को आगे बढ़ाते हैं जो वे स्थानीय रूप से जानते हैं कि आपको क्या पता है कि क्या करना है इसलिए यदि हम अब संक्षेप करते हैं तो वर्तमान नेटवर्क की अलग अलग सीमाएँ हैं सीमाएँ जो उदाहरण के लिए हैं इन स्विच की आर्किटेक्चर विशिष्ट हैं और यदि आप जानते हैं कि हमें एप्लिकेशन विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है जो हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं जो कि एक डायनामिक तरीके से नहीं किया जा सकता है डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जा सकता है उनमें से प्रत्येक स्टैक में स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार स्विच करने की आवश्यकता होती है इसलिए इनमें से प्रत्येक स्विच वे अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं और उन्हें इस तरह से होना पड़ता है कि उन्हें उस विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं होता है जो इन नेटवर्क में व्यावहारिक है कोई केंद्रीयकृत नियंत्रक नहीं है इसलिए यदि हम इन वर्तमान नेटवर्कों के दूसरे दृष्टिकोण को देखें इसलिए हमारे पास इनमें से प्रत्येक स्विच में हज़ारों पंक्तियों की कोडिंग चल रही है जिनके प्रत्येक स्विच में लाखों गेट्स लॉजिक गेट हैं जिन्हें 10 जीबी से अधिक के रैम के कार्यान्वयन की आवश्यकता है वे महंगे हैं प्रत्येक स्विच लागत महंगी है और वे अलग अलग चलते हैं जिन्हें आप जानते हैं उदाहरण के लिए राउटिंग मोबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह तो यहाँ मूल रूप से आप जानते हैं तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं जब हम उन एप्लीकेशन के बारे में उल्लेख करते हैं तब हम विभिन्न एप्लीकेशन कार्यक्षमता के बारे में बात कर रहे हैं और न कि उन एप्लीकेशन के बारे में जो हम एक OSI मॉडल में संदर्भित करते थे तो यहां हम सामान्य रूप से एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए सामान्य नेटवर्क एप्लीकेशन जैसे राउटिंग मोबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह तो यह इन नेटवर्क के साथ चुनौती है तो आप इनमें से प्रत्येक को जानते हैं जिन नेटवर्क को आप जानते हैं उनमें से इस नेटवर्क के प्रत्येक स्विच में विशिष्ट फ़ॉरवर्डिंग हार्डवेयर हैं जिनके पास अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम है और वे गतिशीलता प्रबंधन के मार्ग के संबंध में अपने स्वयं के अलग अलग एप्लिकेशन चलाते हैं और इसी तरह से आगे अब इन चुनौतियों या उन सीमाओं को पार करने की कोशिश करके इन नेटवर्क को कुशल बनाने के लिए जो आवश्यक है वह है जो हम अभी तक कर चुके हैं इसलिए SDN में संपूर्ण विचार हार्डवेयर से एप्लिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग करके सीमाओं का ध्यान रखना है इसलिए पहले के दृश्य में हमने जो देखा था वह ऐप OS और हार्डवेयर थे या इन सभी स्विचों में एक साथ रखे गए थे और यहाँ हम जो कर रहे हैं वह है कि हम प्रत्येक स्विच में हार्डवेयर से एप्लिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग कर रहे हैं इसलिए हार्डवेयर को ऐप और ओएस से अलग किया जाता है तो हमारे पास क्या है क्या पैकेट फॉरवर्ड होने जा रहा है क्या वह ओएस और एप्लीकेशन से अलग होने वाला है इसलिए इससे पहले कि हम SDN में और देखें तो आइए हम इतिहास में SDN की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त इतिहास को देखने का प्रयास करें इसलिए वर्ष 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने एक साफ स्लेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्रस्ताव रखा जिसे इन एजेज में से प्रत्येक पर यानी इनमें से प्रत्येक स्विच पर करने के बजाय केंद्रीय नीतियों में सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करने के लिए SANE के रूप में कहा गया था 2008 में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का विचार ओपन फ्लो प्रोजेक्ट के साथ हुआ था और जिसे 2008 में बहुत लोकप्रिय ACM SIGCOMM पेपर में प्रकाशित किया गया था 2009 में स्टैनफोर्ड ने मूल रूप से ओपन फ्लो वर्जन एक विनिर्देशों और जून 2009 को प्रकाशित किया मार्च 2011 में निकिरा नेटवर्क कंपनी की स्थापना की गई थी ओपन नेटवर्क फाउंडेशन का गठन किया गया था और अक्टूबर 2011 में पहला ओपन नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन और उदाहरण के लिए जूनिपर सिस्को वगैरह इन सभी राउटिंग राउटर कंपनियों ने मूल रूप से घोषणा की कि वे SDN को उनके स्विच में शामिल करना चाहते हैं तो मूल रूप से यह SDN तकनीक की पूरी अवधारणा है कुछ साल पहले ही वापस जाते है इसका मतलब है कि 2006 में इसलिए यह बहुत पुरानी बात नहीं है यह बहुत नई बात है और हम देखेंगे कि आगे की कुछ स्लाइड्स में हम SDN की अलग अलग विशेषताओं के बारे में क्या क्या बताएंगे SDN ओपन फ्लो एक डी फैक्टो प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की तरह है जो SDN के लिए उपयोग किया जाता है तो ये दोनों समान नहीं हैं लेकिन ओपन फ्लो मूल रूप से आपके द्वारा ओपन फ्लो का पता SDN के लिए उपयोग किया जाता है तो अब हम इस विशेष आर्किटेक्चर को देखते हैं तो हमारे पास क्या है आप जानते हैं बता दें कि प्रत्येक में हमारे अलग अलग स्विच होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से फॉरवार्डिंग करते हैं तो वह डेटा प्लेन है और फिर हमारे पास कंट्रोल प्लेन है जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और फिर सिक्योरिटी राउटिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग और विभिन्न अन्य एप्लिकेशन जैसे कार्यात्मकता प्रदर्शन करने वाले एप्लिकेशन प्लेन हैं तो SDN और इस SDN आर्किटेक्चर के पीछे एक पूरे विचार के रूप में डेटा प्लेन को कंट्रोल प्लेन या कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से अलग करना है तो आप देखते हैं कि कंट्रोल प्लेन को SDN में अलग कर दिया गया है इस कंट्रोल प्लेन को SDN में इस डेटा प्लेन से अलग कर दिया गया है जो फॉरवर्डिंग जैसी चीजों का ध्यान रखता है इसलिए यह संभव है कि वे नेटवर्क फ़ंक्शन वर्चुअलाइजेशन NFV की प्रक्रिया के माध्यम से SDN की अवधारणा को संभव बनाते हैं तो यह नेटवर्क फ़ंक्शन वर्चुअलाइजेशन है तो क्या होता है अगर ये अलग अलग नेटवर्क उदाहरणों के लिए कार्य करते हैं जिन्हें आप सुरक्षा राउटिंग वगैरह वगैरह जानते हैं आप जानते हैं कि ये एक वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क पर किए जाते हैं तो यह नेटवर्क फ़ंक्शन वर्चुअलाइजेशन मूल रूप से नेटवर्क का एक तार्किक दृष्टिकोण देता है और इसके आधार पर ये फ़ंक्शन किए जाते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक और अवधारणा मुझे यहाँ उल्लेख करनी चाहिए तो हमारे पास SDN में 3 अलग अलग प्लेन हैं SDN आर्किटेक्चर में आपको पता है कि हमारे पास डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन और एप्लिकेशन प्लेन हैं और हमने यह भी देखा है कि डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन मूल रूप से SDN में विघटित होते हैं अब हमारे पास नॉर्थबाउंड एपीआई और साउथबाउंड एपीआई की अवधारणा है तो नॉर्थबाउंड एपीआई कंट्रोल प्लेन और एप्लिकेशन प्लेन के बीच है तो इस विशेष इंटरफ़ेस को SDN में नॉर्थबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है और इस अग्रेषण के बीच यह विशेष इंटरफ़ेस इसका मतलब है कि डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन को साउथबाउंड एपीआई के रूप में जाना जाता है और इस साउथबाउंड एपीआई को सपोर्ट करने वाला मौजूदा प्रोटोकॉल ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है तो अब हम SDN की इन बुनियादी अवधारणाओं में से कुछ को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विचार यह है कि नियंत्रण तर्क को केंद्रीकृत तरीके से नियंत्रण तर्क को परिभाषित करने के लिए हार्डवेयर को स्विच से अलग करना है इसलिए इस नियंत्रण कार्य को हर रोज केंद्रीकृत किया जा रहा है क्योंकि यह नियंत्रण प्लेन अलग हो गया है और केंद्रीकृत हो गया है तो आप जानते हैं तो यह SDN कैसे काम करने जा रहा है तो नियंत्रण तर्क केंद्रीकृत होने जा रहा है और डेटा तर्क डेटा प्लेन से अलग हो गया है SDN की अन्य अवधारणा में नियंत्रण एक केंद्रीय तरीके से व्यक्तिगत स्विच सहित इंटर नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए है और एप्लीकेशन नियंत्रण और डेटा प्लेन के बीच संचार विभिन्न एपीआई नॉर्थबाउंड एपीआई साउथबाउंड एपीआई के माध्यम से किया जाता है इसलिए हमारे पास SDN के अलग अलग घटक या विशेषताएं हैं हमारे पास हार्डवेयर स्विच हैं हमारे पास नियंत्रक एप्लीकेशन फ्लो नियम और विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हैं या एपीआई ये SDN के विभिन्न घटक हैं अब SDN की वर्तमान स्थिति कंपनियांबड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो SDN जैसी कंपनियों में शामिल हो गईं जिनके पास अपने स्वयं के डेटा केंद्र हैं उन्होंने SDN को अपने डेटा केंद्र नेटवर्क में लागू करना शुरू कर दिया है SDN वर्तमान चरण में SDN के साथ वर्तमान नेटवर्क को बदलना आवश्यक है जिसे आप जानते हैं ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि हम जा सकते हैं और हम मौजूदा नेटवर्क को बदल सकते हैं हम मौजूदा स्विच को SDN का समर्थन करने के लिए बदल नहीं सकते हैं तो आप जानते हैं कि मुझे आर्किटेक्चर होना है हार्डवेयर का समर्थन करना है सॉफ्टवेयर का समर्थन करना है और इसी तरह इसलिए ये बहुत ही प्रगतिशील तरीके से चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं जो आपको पता है कि चरण दर चरण इसे किया जाना है ऑपरेशन की लागत और देरी जो लिंक विफलता के कारण होती हैं SDN का उपयोग करके काफी कम किया जा सकता है अब हम 2 मुख्य चुनौतियों पर आते हैं जब हम किसी भी नेटवर्क में SDN को लागू करना चाहते हैं तो ये नियम प्लेसमेंट समस्या और नियंत्रक प्लेसमेंट समस्या हैं इसलिए जब हम SDN के बारे में बात करते हैं तो मौलिक रूप से ध्यान रखने वाली ये 2 मुख्य समस्याएं हैं इसलिए नियम प्लेसमेंट के संबंध में यहां हम SDN की अवधारणा में राउटिंग टेबल के बजाय फ्लो टेबल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फ्लो टेबल तो मूल रूप से क्या होता है यह फ्लो टेबल अलग अलग फ्लो नियम हैं जो उसी तरह से लागू होते हैं जैसे परंपरागत रूप से इन राउटिंग टेबल में उनकी राउटिंग टेबल प्रविष्टियां होती हैं आपको पता है कि राउटिंग टेबल में अलग अलग प्रविष्टियां बहुत समान रूप से होती हैं हमारे पास इस फ्लो टेबल में लागू फ्लो नियम हैं तो ये मूल रूप से नेटवर्क में स्विच करते हैं वे इस फ्लो नियमों के आधार पर यातायात को आगे बढ़ाते हैं और इस फ्लो नियमों को मूल रूप से केंद्रीकृत नियंत्रक और इस नियंत्रक द्वारा परिभाषित किया जाता है यह नियंत्रक हम याद कर सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत स्विच में मौजूद नहीं है नियंत्रक केंद्रीकृत है आपको पता है कि यह अलग है आमतौर पर कार्यान्वित किया जाता है आप सर्वर के रूप में कार्यान्वित नियंत्रक पक्ष को जानते हैं इसलिए एक सर्वर से इस नियंत्रक को लागू किया जाता है और ये नियंत्रक मूल रूप से फ्लो नियमों को परिभाषित करने वाले इस फ्लो नियमों का ध्यान रखते हैं जिसके आधार पर पैकेट के तार जो प्रत्येक स्विच में आ रहे हैं यह फ्लो नियम निर्धारित करने जा रहे हैं कि पैकेट की धाराओं के साथ क्या होने जा रहा है जो स्विच पर आ रहे हैं इसलिए हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं आप कुछ ही समय में और विस्तार से जानेंगे तो प्रत्येक नियम का एक विशिष्ट प्रारूप होता है और जिसे एक विशेष प्रोटोकॉल द्वारा परिभाषित किया जाता है और वर्तमान में हम ओपन फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक डिफैक्टो प्रोटोकॉल की तरह है जो SDN को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आपके पास नियम प्लेसमेंट समस्या है तो आप यहां जानते हैं कि इस स्लाइड में हम यहां क्या देख रहे हैं यह एक फ्लो नियम का एक उदाहरण है जो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल पर आधारित है इसलिए आप अनिवार्य रूप से जानते हैं कि हम यहां क्या देख रहे हैं यदि कोई पैकेट आता है तो यह प्राथमिकता की जांच करेगा यदि प्राथमिकता एक स्टार में मेल खाती है तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि उसे किसी भी मैच की आवश्यकता नहीं है तो आप जानते हैं कि क्या इस विशेष क्षेत्र के अनुरूप पैकेट के मान अलग अलग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्रोटोकॉल को TCP होना चाहिए और यदि IP गंतव्य यह है और गंतव्य पोर्ट यह है तो निर्देश इसका मतलब है कि जो कार्रवाई की जानी है वह विशेष पोर्ट पर अग्रेषित करना है इसलिए यहां पोर्ट एक पर अग्रेषित करना है जैसे कि अन्य फ्लो नियम यहां दिए गए हैं तो अलग अलग प्राथमिकता के लिए और ये चीजें कुछ भी हो सकती हैं यदि आईपी गंतव्य यह है और आप जानते हैं कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कुछ भी हो सकता है फिर फॉरवर्ड पोर्ट 2 और इसी तरह आगे की एंट्रीज के लिए तो ये अलग अलग फ्लो नियम हैं और ये क्षेत्र मूल रूप से आप जानते हैं कि हमें एक बात याद रखनी होगी इसलिए इन क्षेत्रों को इस विशेष क्षेत्र को ओपन फ्लो में तय किया जाता है ये तय किए जाते हैं कि कोई भी इस क्षेत्र को नहीं बदल सकता है और यदि कोई बदलता है तो हमारे पास एक अलग प्रोटोकॉल होता है इसलिए ओपन फ्लो में इस क्षेत्र को नहीं बदला जा सकता है तो यह आप जानते हैं इसलिए जब हम इन नियमों को रखते हैं तो उन्हें ओपन फ्लो तालिका में रखा जाता है फ्लो टेबल और यह फ्लो टेबल मूल रूप से स्विच में संग्रहीत की जाती हैं उनके आकार आप जानते हैं कि इन फ्लो तालिकाओं का आकार ऐसा है कि उन्हें एक में संग्रहीत किया जाना है विशेष मेमोरी जिसे TCAM मेमोरी टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के रूप में जाना जाता है और ये मेमोरी आकार में बहुत सीमित हैं और इसलिए इस फ्लो टेबल में सीमित संख्या में ही नियम डाले जा सकते हैं और इसलिए मूल रूप से फ्लो टेबल इन TCAM मेमोरी में रहती हैं और ये TCAM मेमोरी बहुत तेज़ हैं इसका मतलब है कि तेजी से प्रसंस्करण किया जा सकता है यही कारण है कि विशेष मेमोरी की आवश्यकता होती है हम किसी भी अन्य मेमोरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो सामान्य रूप से स्विच और अन्य कंप्यूटिंग हार्डवेयर में उपलब्ध हैं और हमें इस TCAM मेमोरी का उपयोग स्विच में करना है और इस TCAM मेमोरी के साथ ही वे बहुत महंगे हैं इसलिए आप यह आसानी से नहीं जान सकते हैं कि आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं हम यह नहीं जान सकते हैं कि हमें उतनी ही मेमोरी मिलती है जितनी कि हम निषिद्धताprohibitiveness के कारण चाहते हैं तो एक विशेष अनुरोध प्राप्त करने पर जिसके लिए कोई फ्लो नियम स्विच में मौजूद नहीं है क्या होता है स्विच मूल रूप से एक पैकेट भेजता है जिसे पैकेट इन कहा जाता है तो हमारे पास यह स्विच है स्विच एक अनुरोध प्राप्त करता है और यह अपनी फ्लो तालिका की जांच करता है यदि कोई फ्लो नियम नहीं है जो उस विशेष तालिका में उस विशेष स्विच में मौजूद है स्विच नियंत्रक को संदेश में पैकेट भेजता है अब यह नियंत्रक इस विशेष अनुरोध के लिए एक उपयुक्त फ्लो नियम के अलावा और इस फ्लो नियम को फिर से स्विच में भेज दिया गया है और फिर इस फ्लो नियम को स्विच में उस पोर्टेबल में डाला जा रहा है और आमतौर पर 3 से 5 मिलीसेकंड की देरी होती है जो नए नियम प्लेसमेंट में शामिल है इसलिए जब भी कोई नया नियम होता है जिसे स्विच में रखना होता है जो कि स्विच में पहले से मौजूद नहीं होता है नियंत्रक के साथ यह संपूर्ण संचार नियंत्रक का निर्णय और फ्लो नियम को वापस भेजने में लगभग 3 से 5 मिलीसेकेंड की देरी होती है इसलिए चुनौतियों में से एक यह है कि उपलब्ध TCAM पर विचार करते समय स्विच पर नियमों को कैसे परिभाषित किया जाए या जगह दी जाए मैंने आपको पहले ही उल्लेख किया है कि TCAM आकार में बहुत छोटा है और यह बहुत महंगा है यह स्किल स्केल अप करना बहुत आसान नहीं है तो हम समस्याओं में से एक को कैसे परिभाषित करते हैं नियमों को परिभाषित करना है या स्विच पर नियमों को रखना है दूसरी समस्या यह है कि नियमों को कैसे परिभाषित किया जाए इसलिए संदेशों में पैकेट की कम संख्या नियंत्रक को भेजी जाती है और ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर शोधकर्ता वर्तमान में इन विशिष्ट समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं इसलिए ओपन फ्लो प्रोटोकॉल रूल प्लेसमेंट किया जाता है यह महत्वपूर्ण चीजों में से एक है केवल एक प्रोटोकॉल इस रूल प्लेसमेंट के लिए उपलब्ध है जो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है और इसके विभिन्न संस्करण 10 11 12 13 हैं ओपन फ्लो के अलग अलग वर्जन होते हैं और उनके मैचिंग फील्ड्स की संख्या अलग अलग होती है लेकिन ओपन फ्लो के किसी खास वर्जन में यह फीचर्स सही होने वाले हैं इसलिए अलग अलग मिलान फ़ील्ड स्रोत IP गंतव्य IP स्रोत पोर्ट प्राथमिकता वगैरह OPEN FLOW के एक विशेष संस्करण में हैं और ये फ़ील्ड्स निश्चित हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है तो मुद्दों में से एक यह है कि कब तक उत्पन्न होने वाले एक विशेष फ्लो नियम को स्विच में रखा जाना है इसके लिए 2 बार टाइम आउट परिभाषित किए गए हैं एक को हार्ड टाइम आउट के रूप में जाना जाता है अन्य को सॉफ्ट टाइम आउट के रूप में जाना जाता है इसलिए हार्ड टाइम आउट पद्धति में किसी विशेष कठिन समय पर स्विच से सभी नियम हटा दिए जाते हैं उदाहरण के लिए स्विच को रीसेट करके और सॉफ्ट टाइम आउट पद्धति में यदि समय के अंतराल के लिए किसी नियम के साथ कोई फ्लो प्राप्त नहीं होता है तो यह विशेष नियम हटा दिया जाता है तो यह सॉफ्ट टाइम आउट है इसलिए हमें एक बात याद रखनी होगी कि मैं इस व्याख्यान की शुरुआत में भी संक्षेप में उल्लेख कर रहा था कि SDN और ओपन फ्लो एक नहीं हैं और SDN एक टेक्नोलॉजी या एक अवधारणा है ओपन फ्लो एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बीच संचार करने के लिए किया जाता है इसलिए वे अलग हैं और हमें इन 2 के बीच के विशेष अंतर को समझना और याद रखना है अब इन ओपन फ्लो स्विचों को लागू किया जाता है खेद है कि ओपन फ्लो को अलग अलग स्विचों में लागू किया जाता है अलग अलग सॉफ़्टवेयर होते हैं जो कि ओपन फ्लो कार्यान्वयन के साथ जुड़े होते हैं यहाँ इन विभिन्न सॉफ़्टवेयरों की एक सूची दी गई है जिनके माध्यम से मैं नहीं जा रहा हूँ उनमें से अधिकांश ओपन सोर्स हैं और वे विभिन्न प्लेटफार्मों पर अलग अलग तरीके से चलते हैं उदाहरण के लिए linux solaris windows वगैरह वगैरह Indigo Linc Pantou open vSwitch ये कुछ लोकप्रिय ओपन फ्लो स्विच सॉफ़्टवेयर हैं जो वर्तमान में ओपन फ्लो का समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं इसलिए संक्षेप में हम SDN की मूल बातों से गुजरे हैं हमने SDN के लिए आर्किटेक्चर को समझा है हम यह भी समझ चुके हैं कि SDN में पूरा विचार कंट्रोल प्लेन को डेटा प्लेन से अलग करना है और यह एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है जिसे आम तौर पर एक सर्वर में लागू किया जाता है जो कंट्रोल लॉजिक का ध्यान रखता है जिसे किसी भी फ्लो में रहते समय लागू करना पड़ता है राउटर के इन विभिन्न स्विचों में से प्रत्येक पर फ्लो प्राप्त होता है इसलिए नियम प्लेसमेंट एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसके बारे में हमने बात की है और नियम प्लेसमेंट के साथ अलग अलग मुद्दे हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण समस्या नियंत्रक प्लेसमेंट समस्या है और यह हम अगले भाग में चर्चा करने जा रहे हैं SDN व्याख्यान का दूसरा भाग